सभी को नमस्कार आपका स्वागत है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन पाठ्यक्रम में हम क्वांटम यांत्रिकी के विषय को जारी रखेंगे मैंने 2 विभिन्न क्वांटम यांत्रिकी विधि का परिचय कराया था एक को Ab initio विधि कहा जाता है दूसरे को सेमीइंपिरिकल विधि कहा जाता है Ab initio विधि विस्तृत गणना है बहुत सटीक है तो यह केवल दसियों परमाणुओं तक सीमित है तो हमें एक बहुत अच्छे कम्प्यूटेशनल संसाधन की आवश्यकता है यह लागू किया जा सकता है ऑर्गेनिक्स ऑर्गेनोमेटिक्स आणविक टुकड़े और आदि पर एंजाइमों और आदि पर यह वैक्यूम या अंतर्निहित विलायक में किया जा सकता है हमग्राउंड स्टेट ट्रांजिशन स्टेट एक्साइटिड स्टेट को देख सकते हैं इनमें से कुछ सॉफ्टवेयर जैसे GAMESS Gaussian सभी Ab initio पर काम करते हैं तो यह कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन के लिए वास्तव में उपयोगी नहीं है सेमीइंपिरिकल तरीके या वह तरीका हमारे लिए बहुत अधिक उचित है हम काफी आगे जा सकते हैं दसियों परमाणुओं के विपरीत सैकड़ों परमाणु यह लागू किया जा सकता है ऑर्गेनिक्स ऑर्गनोमेट्रिक छोटे ओलिगोमर्स पेप्टाइड्स न्यूक्लियोटाइड सैकराइड्स पर हम फिर से देख सकते हैं ट्रांजिशन एक्साइटेड स्टेट को लेकिन थोड़ा सा अनुमानित है तो बहुत सारे विधियां हैं AMPAC MOPAC ZINDO और आदि बेशक अन्य एक आणविक यांत्रिकी जिस पर हमने पिछली कक्षाओं में बहुत समय बिताया था हजारों परमाणुओं के लिए अच्छा है और आम तौर पर हम इसका उपयोग करते हैं डॉकिंग उद्देश्यों के लिए तो सीमित सक्रिय साइट के लिए शायद आप सेमीइंपिरिकल तरीकों के पक्ष में जा सकते हैं जबकि बाकी प्रोटीन के लिए आप आणविक यांत्रिकी विधि का उपयोग करते हैं इसलिए आजकल सेमीइंपिरिकल विधियों और QM विधियों का एक संयोजन MMQM में आ रहा है इसलिए मुख्य रूप से हम MM विधि और केवल सक्रिय साइट का उपयोग करते हैं आप QM विधि का उपयोग करते हैं ताकि आपका कम्प्यूटेशनल प्रयास बहुत अधिक न हो तो हमने कुछ अनुमानों पर ध्यान दिया एक सबसे महत्वपूर्ण बोर्न ओपेनहाइमरएप्रोक्सीमेशन है यह क्या करता है यह बीच स्वतंत्रता की डिग्री कम कर देता है यह स्वतंत्रता के इलेक्ट्रॉन और परमाणु डिग्री को कम करता है तो वे मान लेते हैं यह अनुमान है कि नाभिक तय हो गया है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों के लिए स्वतंत्रता की डिग्री है फिर आया हार्ट्री फॉक यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है तो मुख्य इलेक्ट्रॉन समस्या एक अनुक्रमिक गणना द्वारा अनुमानित है तो आप ith इलेक्ट्रॉन लेते हैं और आप बाकी इलेक्ट्रॉनों की औसत क्षमता लेते हैं और फिर अंतःक्रिया को देखते हैं तो यह एक इलेक्ट्रॉन ऑपरेटर बन जाता है फिर आप अगला इलेक्ट्रॉन लेते हैं फिर बाकी इलेक्ट्रॉनों का औसत लेते हैं और फिर अंतःक्रिया को देखते हैं तो आप सभी इलेक्ट्रॉनों को नहीं देखते हैं जो शायदअगर आप प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को शेष इलेक्ट्रॉन के परस्पर प्रभाव को देखते हैं तो आपके पास बड़ी संख्या में गणनाएँ होने वाली हैं जबकि ऐसा करने से आप गणना को बहुत कम कर देते हैं लेकिन अभी भी Ab initio विधियां अधिक समय लेती हैंतो सेमीइंपिरिकल विधियां एक निश्चित फिटेड समीकरणों और मापदंडों का उपयोग करते हुए इनमें से कई गणनाओं का ध्यान रखती हैं Ab initio GAMESS और Gaussian में कुछ प्रमुख विधियाँ सेमीइंपिरिकल विधि तो प्रायोगिक डेटा या Ab initio से परिणाम में फिटिंग द्वारा हैमिल्टनियन का मानकीकरण करें तो सेमी इंपिरिकल में ये गणना Ab initio के विपरीत बहुत कम होती हैं और इन्हें उन प्रणालियों पर लागू नहीं किया जाता जो पैरामीटराइजेशन में इस्तेमाल होने वाले प्रणाली से बिलकुल अलग हैं इसका उपयोग गठन की गर्मी आयनीकरण क्षमता ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रोस्टैटिक को देखने के लिए किया जाता है तो हम अणुओं के स्पेक्ट्रोस्कोपिक व्यवहार के कुछ अनुकरण कर सकते हैं और आदि तो आणविक कक्षीय विधियाँ अधिकांश सेमी इंपिरिकल विधियाँ आणविक कक्षीय पर आधारित हैंतो यह हाट्री फॉक समीकरण के J K शब्दों में 3 और 4 केंद्र अभिन्नों की उपेक्षा का अनुमान लगाता है तो कुछ विधियाँ इन तीनों और चार पर विचार करने के लिए कुछ मानदंड या निश्चित समीकरण देती हैं तो अणुओं के लिए बड़ी संख्या में इन अभिन्नों का मूल्यांकन करना बहुत ही कम्प्यूटेशनल रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है प्रायोगिक तौर पर या कभी कभी Ab initio से मापदंडों का निर्धारण किया जाता है लापता अभिन्न तीन और चार की भरपाई के लिए तो इसे आयनीकरण क्षमता इलेक्ट्रॉन आत्मीयता स्पेक्ट्रोस्कोपी आदि से मापा अथवा गणना से प्राप्त किया जा सकता है तो इनमें से कुछ विधियाँ बड़ी संख्या में विधियाँ हैं सेमी इंपिरिकल विधियाँ CNDO CNDO 1 CNDO 2 CNDO S के बाद अंतर ओवरलैप INDO की मध्यवर्ती उपेक्षा हमने कल उन कुछ परिभाषाओं को देखा उसके बाद MINDO जो संशोधित INDO है तो हमारे पास AMPAC है तब हमारे पास INDO ZINDO है फिर डायटोमिक ओवरलैप MNDO की संशोधित उपेक्षा MOPAC है MOPAC इसका ध्यान रखता है फिर हमारे पास AM 1 ऑस्टिन मॉडल 1 फिर पैरामीट्रिक मॉडल PM 3 फिर SAM 1 और PM 3 भी जोकि PM 6 हो गया है आम तौर पर इतनी बड़ी संख्या में सेमी इंपिरिकल तरीके MOPAC एक अच्छा कार्यक्रम है और हम इन विधियों का उपयोग कर सकते हैं जो वास्तव में आपकी गणना के लिए अच्छे हैं तो यह क्या करता है यह कोर इलेक्ट्रॉन की उपेक्षा करता है सेमी इंपिरिकल विधि से तो यह केवल लेता है कोर इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आवेश कम करते हैं नाभिक और कोर इलेक्ट्रॉन के कारण संयुक्त प्रतिकर्षण के लिए फ़ंक्शन का परिचय तो आपके पास ऐसे फंक्शन हैं जो इंटीग्रल का उपयोग करने के बजाय उसकी देखभाल करते हैं यह इस संदर्भ से लिया गया है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के लिखें में कार्यों का एक न्यूनतम आधार सेट है तो हमारे पास बेसिस सेट है मैंने परिभाषित किया कि न्यूनतम बेसिस सेट क्या है तो हम उस वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को मॉडल करने के लिए लेते हैं जो सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है तो सीमाएं क्या हैं फॉक मैट्रिक्स के विकर्ण के कारण हम हजारों परमाणु कर सकते हैं गणना बेहद करीबी है लेकिन सटीक नहीं है यह अज्ञात यौगिक के लिए भविष्यवाणी नहीं कर सकता है तो आपको यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि अज्ञात अणुओं और अज्ञात यौगिकों के लिए भविष्यवाणी नहीं कर सकते तो कभी कभी आप गणनाओं पर भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे पैरामीटराइजेशन और समीकरण फिटिंग हैं लेकिन एक बार परमाणु को सभी संभावित यौगिकों के लिए मानकीकृत किया गया है सो यह फायदा है और विशेष रूप से दवा की खोज के लिए हम कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर शायद क्लोरीन के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है ज्यादातर दवा की खोज के लिए सेमी इंपिरिकल तरीकों का उपयोग बिना किसी समस्या के किया जा सकता है तो यह बॉन्ड ब्रेकिंग और गठन प्रतिक्रियाओं को देख सकता है जो बहुत महत्वपूर्ण है मान लीजिए कि मैं एक प्रोड्रग बना रहा हूं जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोड्रग्स वास्तव में दवा नहीं हैं लेकिन अणु जो शरीर के अंदर जाते हैं और कुछ एंजाइमों की कार्रवाई के कारण टूट जाते हैं तब सक्रिय संघटक आता है तो हम उसके लिए बांड तोड़ने वाली ऊर्जाओं को देख सकते हैं बांड बनाने वाली प्रतिक्रियाएं भी हम देख सकते हैं जबकि उसके लिए अणु यांत्रिकी विधियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है यह सेमी इंपिरिकल क्वांटम यांत्रिकी विधि का मुख्य लाभ है हम इलेक्ट्रॉनिक तरंग कार्यों को भी देख सकते हैं इसका एक और फायदा है तो हम विभिन्न ऑर्बिटल्स की ऊर्जाओं को देख सकते हैं हम उनकी गणना कर सकते हैं जो एक और फायदा है तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को एक कक्षीय से बिना परिक्रमा कक्ष में ले जाना चाहते हैं तो ऊर्जा अंतर क्या है तो हम उस प्रकार की गणना कर सकते हैं और हां यह गणना के लिए बहुत समय बचाता है हालांकि यह क्वांटम यांत्रिकी है यह बहुत तेज है तो हमें बहुत सी जानकारी मिलती है लेकिन कम समय में ताकि सेमी इंपिरिकल तरीकों का उपयोग करने का फायदा हो तो सेमी इंपिरिकल तरीके अपेक्षाकृत विश्वसनीय हैं एक न्यूनतम बेसिस सेट द्वारा रासायनिक प्रणालियों की समय कुशल गणना ताकि एक सेमी इंपिरिकल विधि का मुख्य लाभ हो यह अपेक्षाकृत विश्वसनीय समय कुशल गणना रासायनिक प्रणाली है तो हम बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड बनाने सक्रिय अवस्था में जाने अणुओं की ग्राउंड स्थिति को देख सकते हैं तो हम इस इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके इन सभी ऊर्जा मूल्यों को देख सकते हैं तो हम सेमी इंपिरिकल तरीके का उपयोग करते हुए सभी गणना कर सकते हैं तो कुछ अच्छे तरीके जैसे मैंने उल्लेख किया है अंतर ऑर्बिटल्स की उपेक्षा AM1 PM1 PM3 वे वास्तव में सभी बहुत अच्छे तरीके हैं तो ये सभी बहुत अच्छे तरीके हैं आइए हम उन वेबसाइट में से एक को देखें जहाँ इस वेबसाइट में बहुत सारे तरीके दिए गए हैं तो आप क्वांटम रसायन विज्ञान और ठोस अवस्था भौतिकी सॉफ्टवेयर्स की एक सूची देखते हैं बड़ी संख्या में सॉफ्टवेयर्स दिए गए हैं तो यह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा संसाधन है तो इस पर एक नज़र डाले लाइसेंस शैक्षिक लाइसेंस आमतौर पर हम इसे मुफ्त में देते हैं कमर्शियल साधन आपको मूल्य देना पड़ सकता है तो येसारे विभिन्न पैकेज हैं तो हम यह देख सकते हैं कि इन विधियों पर क्लिक करके ऐसा क्या है आप इतने सारे MOPAC देख सकते हैं कमर्शियल भी है शैक्षिक भी है तो अगर आप दिखाते हैं कि आपकी शैक्षिक कोतो आपको लाइसेंस की चाबी मिलती है आप इसे देख सकते हैं इतने सारे अलग अलग तरीके भाषा उन्होंने फोरट्रान फोरट्रान 1995 का उपयोग किया है बेसिस सेट बेसिस सेट क्या हैं जो उन्होंने उपयोग किया है आणविक यांत्रिकी गणना उनमें से कुछ आणविक यांत्रिकी करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं हाँ हाँ हाँ उनमें से कुछ नहीं कर सकते सेमी इंपिरिकल गणना उनमें से कुछ कर सकते है उनमें से कुछ नहीं कर सकते हैं हार्ट्री फॉक गणना उनमें से कुछ कर सकते हैं उनमें से कुछ नहीं कर सकते घनत्व समारोह विधि उनमें से कुछ कर सकते हैं औरआदि इतनी बड़ी संख्या में तरीके हम उपयोग कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनमें से कुछ शैक्षिक हैं तो यह मुफ्त मुफ्त शैक्षिक शैक्षिक मुफ्त मुफ्त इनमें से कुछ डाउनलोड करने योग्य हैं उनमें से कुछ को निष्पादन योग्य बनाना है तो अगर उन्हें स्पष्ट रूप से संकलित करने की आवश्यकता है तो आपको कुछ पुस्तकालय कार्यों और उन सभी चीजों की वास्तव में आवश्यकता हो सकती है और इसलिए अगर आपको कुछ IT व्यक्ति से मदद मिलती है तो आपके लिए उन्हें संकलन करना आसान है तो आप नि शुल्क नि शुल्क नि शुल्क शैक्षिक देख सकते हैं शैक्षिक का मतलब है कि आपको यह दावा करने के लिए शैक्षिक लाइसेंस प्राप्त है कि आप एक छात्र या एक अध्यापक हैं मुफ्त GPLतो हम उन्हें मुफ्त में मुफ्त देख सकते हैं इन विधियों को बहुत तो इस कोलंबस को देखें उदाहरण के लिए अगर आप उस कोलंबस पर क्लिक करते हैंतो रसायन विज्ञान सॉफ्टवेयर सूटकरता है Ab initio आणविक इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं का एक संग्रह के रूप में यह निश्चित रूप से मिल गया है Ab initio तो इसे हार्ट्री फॉक आत्म सुसंगत क्षेत्र और इतने पर मिला है तो आइए हम कुछ ऐसी चीज़ों पर नज़र डालें जिन्हें सेमी इंपिरिकल भी मिला है AMPAC वहां है यह एक शैक्षिक है तो AMPAC एक सामान्य उद्देश्य वाला सेमी इंपिरिकल है जिसका SemiChem द्वारा विपणन मूल रूप से माइकल देवर द्वारा विकसित किया गया थातो कुछ तरीकों में अब एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जबकि पुराने तरीकों में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होगा तो कुछ अन्य सेमी इंपिरिकल विधि को देखें DFT है DIRAC Dmol3 ये सभी वाणिज्यिक तरीके हैं MOPAC शैक्षिक है तो इसका मतलब है कि आपको यह देखना होगा कि आप शैक्षिक हैं और फिर इसमें सेमी इंपिरिकल भी है तो हम जा सकते हैं MOPAC पर तो यह बहुत लोकप्रिय है MOPAC कम्प्यूटेशनल रसायन विज्ञान सेमी इंपिरिकल क्वांटम रसायन विज्ञान का उपयोग करते हुए एक बहुत लोकप्रिय कंप्यूटर प्रोग्राम है MOPAC में कई चीजें हैं PM7 PM6 PM3 AM1 MNDO RM1 तो मैं सुझाव दूंगा कि आपको MOPAC 2016 के लिए जाना चाहिए तो यह शैक्षिक के लिए है ये मुफ्त है विभिन्न विधियाँ हैं अणुओं की गणना के लिए कई विभिन्न विधियाँ हैं यह अच्छा है छोटे अणुओं और एंजाइमों के लिए बहुत अच्छा है तो MOPAC Windows Linux Macintosh में उपलब्ध है हुए पूरी तरह से डाउनलोड करने योग्य MOPAC 12 प्राप्त कर सकते हैं कि आप एक शैक्षिक हैं तब आप उपयोग करना शुरू कर सकते हैं और आप इन सभी विभिन्न सेमी इंपिरिकल तरीकों का उपयोग कर सकते हैं PM6 PM3 PM1 MNDO RM और आदि तो उनका होना बहुत अच्छा है उदाहरण के लिए हम MOPAC को देखते हैं जैसा कि मैंने कहा कि MOPAC 2016 शैक्षिक और non profit संगठनों के लिए मुफ्त उपलब्ध है तो मेरा सुझाव है कि आप सभी इसे प्राप्त करें और फिर कुछ सेमी इंपिरिकल तरीकों का उपयोग करना शुरू करें तो आप MOPAC2016 देखें ताकि आप एक लाइसेंस प्राप्त कर सकें तो आपको विंडोज के लिए स्टैंडअलोन 32 बिट MOPAC2016 डाउनलोड करना होगा आप उनसे लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं एक बार लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आप प्रोग्राम को चला सकते हैं और लाइसेंस कुंजी डाल सकते हैं तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यह आपको zip देता है फिर हम चला सकते हैं और फिर हम लाइसेंस की कुंजी को अंदर रख सकते हैं और वास्तव में ऐसा कर सकते हैं तो यह मुश्किल नहीं है तो लेकिन एक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको जाने की आवश्यकता है लाइसेंस प्राप्त करने के लिए तो अगर आप संस्थानों का नाम देते हैं नाम शहर राज्य देश एक लाइसेंस कुंजी के लिए ईमेल पता तो ईमेल पते आपके शैक्षिक संस्थान से मेल खाना चाहिए ताकि वे इस बात की पुष्टि करेंकी यह एक बोनाफाइड शैक्षिक संस्थान है बोनाफाइड शैक्षिक संस्थान से आवश्यक है तो आप कोई भी ईमेल आईडी नहीं दे सकते हैं जो आपके संस्थान को प्रतिबिंबित नहीं करता है तो अगर आप ऐसा करते हैं और आप उस विशेष मेल को सबमिट करते हैं तो आपको लाइसेंस कुंजी मिल जाएगी और एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तो हम कह सकते हैं जैसा कि मैंने कहा कि हम डाउनलोड कर सकते हैं और फिर हम 32 bit संस्करण डाउनलोड कर सकते हैं और फिर लाइसेंस कुंजी को शामिल कर सकते हैं तो यह सबसे अच्छा सेमी इंपिरिकल तरीकों में से एक है जिसके बारे में मैं सोच सकता हूं MOPAC एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग किसी भी अणु के सेमी इंपिरिकल क्वांटम मैकेनिक विशेषताओं की गणना के लिए किया जा सकता है यह एक मुफ्त सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने योग्य है और जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि यह PM 3 प्रकार की गणना कर सकता है और अब वर्तमान में यह एक PM7 प्रकार की गणना करता है तो हम डाउनलोड कर सकते हैं और फिर हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर हम अणुओं की सेमी इंपिरिकल विशेषताएं प्राप्त कर सकते हैं उदाहरण के लिए आइए हम एस्पिरिन लें एस्पिरिन आपको आवश्यक है डॉट MOP फ़ाइल में हम किसी भी फॉर्मेट को किसी भी फॉर्मेट में बदलने के लिए ओपन बैबल का उपयोग कर सकते हैं तो एस्पिरिन को हम डाउनलोड कर सकते हैं Zinc से mol2 या SDF फाइलमें Refer Slide Time 1705 और फिर हम कन्वर्ट करने के लिएओपन बाबेल का उपयोग कर सकते हैंतो अगर आप एस्पिरिन को देखते हैं तो यह आपको XYZ निर्देशांक बताता है आपको XYZ निर्देशांक बताता है और फिर और यह भी बताता है कि हम संरचना को अनुकूलित कर सकते हैं तो मूल रूप से UOPAC को अनुकूलित कर सकते हैं सेमी इंपिरिकल विधियों का उपयोगकरके तो आपके पास कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन है और उनमें से प्रत्येक के विभिन्न XYZ निर्देशांक क्या हैं तो आप कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन देख सकते हैं तो सब कुछ है इसे डॉट MOP फ़ाइल कहा जाता है हम इसे दे सकते हैं अब हम इसे MOPAC का उपयोग करके चला सकते हैं और मेरे पास मेरे डेस्कटॉप पर है इसलिए मैं सिर्फ एस्पिरिन MOPAC कहता हूं और फिर वे पारगमन करते हैं तो आप एस्पिरिन फ़ाइल बाहर निकालते हैं बाहर की फाइल आपको सारी जानकारी देती है सेमी इंपिरिकल जानकारी तो यह एक PM7 गणना चलाता है यह आपको प्रतीक देता है निर्देशांक हमारे द्वारा दिया गया है फिर यह करता है इस विशेष मामले में मुझे लगता है कि 10 अलग अलग रचनाएं हैं हम 100 200 दे सकते हैं ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक सेमी इंपिरिकलगणना के आधार पर सर्वोत्तम न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त हो सके तो जैसा कि आप जा सकते हैं यह आपको देता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक विशेषताओं के इलेक्ट्रॉनों और आदि फिर आपको गठन की गर्मी कुल ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा कोर प्रतिकर्षण सभी जानकारी आणविक भार LUMO आयनीकरण क्षमता प्रदान करता है तो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित हर चीज को MOPAC का उपयोग करके दिया जाता है जो MOPAC होने की उपयोगिता है क्योंकि इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बल क्षेत्र या आणविक यांत्रिकी गणना का उपयोग नहीं किया जा सकता है यह आपको गठन की गर्मी देता है और आपको इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा देता है कोर कोर प्रतिकर्षण सब कुछ सभी से संबंधित है और यह इस विशेष मामले PM 7 का उपयोग करता है जैसा कि मैंने यहां उल्लेख किया है तो हम गणना करने के लिए विभिन्न प्रकार के सेमी इंपिरिकल विधि भी दे सकते हैं हम उसके साथ खेल सकते हैं और MOPAC हमारे लिए चलाने के लिए बहुत उपयोगी है और हम Jmol नामक एक सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इसकी संरचना देख सकते हैं जो हमारे पास है यह Jmol नामक सॉफ्टवेयर है और तो हम MOPAC से आउटपुट की संरचना को देख सकते हैं तो हम संरचना को देख सकते हैं जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यह एस्पिरिन है जो मैंने किया है हम Jmol में उपयोग कर सकते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि Jmol की बहुत सारी विशेषताएं हैं जिससे यह बहुत सारी जानकारी की गणना कर सकता है जो भी डेटा हमने MOPAC से एकत्र किया है वास्तव में हमने MOPAC से एकत्र किया है जो इस विशेष सॉफ़्टवेयर का उपयोग करने का लाभ है हम माप कर सकते हैं हम दूरियों को देख सकते हैं और हम कंपन कर सकते हैं हम कंपन कर सकते हैं तो कई चीजें की जा सकती हैं सतह उपकरण सभी स्पेक्ट्रा के रूप में हम स्पेक्ट्रा अनुकरण कर सकते हैं तो हम NMR स्पेक्ट्रा का अनुकरण कर सकते हैं ये सभी Jmol का उपयोग करके किया जा सकता है यह इस सॉफ्टवेयर की सुंदरता है औरअगर आप MOPAC से आउटपुट को देखना चाहते हैं तो आपको इस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है सतह उपकरण सतहों को देखो औरआदि फिर इस विशेष संसाधन को भी देखें यह भी बहुत उपयोगी है SCBDD तो यह क्या है हम Smile इनपुट कर सकते हैं और फिर हम किस विधि का चयन कर सकते हैं तो यह फाइल बनाएगी उस पद्धति के आधार पर आउटपुट फ़ाइल प्रारूप और फिर हम MOPAC पर जा सकते हैं 2012 या MOPAC 2016 कह सकते हैं और इसे चला सकते हैं तो यह मूल रूप से विशेष पृष्ठ आपको फ़ाइलें बनाने में मदद करता है हम Smile फ़ाइल को बहुत ही सरल रूप से इनपुट करा सकते हैं और फिर हम चुन सकते हैं कि आप किस विधि के लिए फाइल करना चाहते हैं और फिर आउटपुट फाइल का चयन करें और फिर हम सबमिट करते हैं और फिर आपको उस विधि के लिए उस विशेष प्रारूप में आउटपुट फाइल मिलती है और फिर हम MOPAC में जाते हैं और उस विशेष प्रणाली को चलाते हैं तो यह MNDO MNDO D AM1 PM3 PM6 के लिए किया जा सकता है और मैंने कहा कि PM6 NDDO का एक रीपैरामीटराइजेशन है जो किए गए एप्रोक्सीमेशन के लिए फिर से तैयार किया गया है इसके अलावा सभी मुख्य समूह तत्व संक्रमणकालीन या पैरामीटराइज किए गए हैं PM 6 में तो आप सभी मुख्य समूह तत्वों और संक्रमण धातुओं को प्राप्त करते हैं PM 7 संशोधित संस्करण है PM 6 का उस पर NDDO सिद्धांत में कुछ त्रुटियां सुधरी हैं PM3 एक हैमिल्टनियन का उपयोग करता है जो AM1 हैमिल्टोनियन के समान है लेकिन पैरामीटराइजेशन की रणनीति अलग है AM1 में बड़े पैमाने पर डेटा की छोटी संख्या के आधार पर पैरामीटराइजेशन है PM3 पैरामीटराइजेशन है बड़ी संख्या में आणविक गुणों के साथ तो PM 3 मैं AM 1 के बजाय उपयोग करता हूं जबकि PM 6 को NDDO विधि के रीपैरामीटराइजेशन के लिए लिया जाता है तो MOPAC में ये सभी विभिन्न विधियां शामिल हैं जैसा कि आप जानते हैं कि MNDO ने NDO को संशोधित किया है आणविक इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं की क्वांटम गणना के लिए डायटोमिक ओवरलैप की उपेक्षा यह आधारित है अंतर डायटोमिक ओवरलैप इंटीग्रल एप्रोक्सीमेशन की उपेक्षा पर तो यह इन सभी गणना को कर सकते हैं यह सॉफ्टवेयर वेब आधारित सॉफ्टवेयर बहुत उपयोगी है हम इसे बाद में अपने काम के दौरान देखेंगे क्योंकि यह कई आणविक गुणों की गणना करता है यह कई आणविक गुणों बड़ी संख्या में गुणों की गणना करता है या इसे descriptors कहा जाता है आणविक descriptors एक बार जब हम आणविक संरचना देते हैं तो हम साइन इन कर सकते हैंअथवा हम एक सार्वजनिक के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं और फिर हम इस प्रकार की गणना कर सकते हैं हम उस पर आएंगे जब हम QSAR के बारे में बातकरेंगे descriptorsको देखते हुए औरआदि वास्तव में तो इसका मतलब क्या है तो हम क्वांटम रासायनिक तकनीकों के अंत में आते हैं तो क्वांटम रासायनिक तकनीक मूल रूप से Ab initio और सेमी इंपिरिकल से निपटते हैं Ab initio पद्धति बहुत विस्तृत प्रकार की गणना है तो इसे केवल कुछ परमाणुओं के लिए ही किया जा सकता है लेकिन परमाणुओं के बड़े समूह के लिए नहीं यहां तक कि ऐसा करने के लिए आपको कुछ एप्रोक्सीमेशन जैसे बोर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन और हार्ट्री फॉक प्रकार के एप्रोक्सीमेशन का उपयोग करने की आवश्यकता है तो जबकि सेमी इंपिरिकल विधि इन गणनाओं में से कई का मानकीकरण करती है यह कुछ समीकरणों में ले जाता है जिससे इसमें शामिल गणनाओं की संख्या सरल हो जाती है लेकिन इसका लाभ यह है कि हम अभी भी इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं हम इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं हम इसका उपयोग बॉन्ड एनर्जी खोजने के लिए बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड गठन के लिए कर सकते हैं हम देख सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट ग्राउंड स्टेट आदि की ऊर्जाओं को वास्तव में जो आणविक यांत्रिकी विधि से नहीं किया जा सकता है तो आणविक यांत्रिकी विधियों की सीमाएँ हैं हालांकि यह बहुत बहुत तेज़ अत्यधिक पैरामीटरयुक्त है बल क्षेत्र विधियाँ अत्यधिक पैरामीटरयुक्त हैं लेकिन यह रसायन विज्ञान से संबंधित गणना नहीं कर सकता है तो आपको क्वांटम यांत्रिकी विधियों के लिए जाने की आवश्यकता है और मूल रूप से ये हैं और सेमी इंपिरिकल विधि में MOPAC उन सर्वोत्तम पैकेजों में से एक है जिनकी मैं सिफारिश करूंगा जो शैक्षिक उपयोगकर्ताओं के लिए मुफ्त है और यह सेमी इंपिरिकल गणना कर सकता है AM1 PM3 PM6 PM7 अंतर की उपेक्षा NDO के आधार पर तो जैसा कि मैंने कहा कि यह मुफ़्त है आप इसे लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं और उनका उपयोग शुरू कर सकते हैं और यह आपको अध्ययन के तहत अणु के बारे में बहुत सारी जानकारी देता है तो हम आगे की कक्षा में भी कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन जारी रखेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए